हाउ एलिमेंट्स अप्पेअर इन दि नोडल एनालिसिस फार्मूलेशन अब हम एक सर्किट और उसके नोडल विश्लेषण समीकरण लेंगे और फिर सर्किट में बदलाव करेंगे और देखेंगे कि नोडल विश्लेषण समीकरणों में क्या परिवर्तन होते हैं और इस पाठ में मैं आपको वीडियो को रोकने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करूंगा जब मैं सर्किट को मौका देता हूं तो यह पता लगाएं कि नोडल विश्लेषण समीकरण सेटअप में क्या परिवर्तन होता है और फिर जो मैं आपको उत्तर के रूप में दिखाता हूं उसकी तुलना करें यह सीखने का बेहतर तरीका है तो बस मेरे द्वारा दिए गए उत्तरों को देखें मैं वही सर्किट लूंगा जो अब तक इस्तेमाल कर रहा है यह I1 R11 R12 R23 R22 R33 है और यह निश्चित रूप से संदर्भ नोड है और यह I3 है अब तक यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मैंने सबस्क्रिप्ट को जिस तरह से चुना है उसे क्यों चुना R11 मूल रूप से नोड 1 और संदर्भ नोड से जुड़ा रेसिस्टर है R12 नोड 1 और 2 के बीच है R13 नोड्स 2 और 3 के बीच है और इसी तरह R22 नोड 2 से ग्राउंड तक है और R33 नोड 3 से ग्राउंड और इसी तरह से है और I 1 करंट स्रोत है जिसे नोड 1 में धकेला जा रहा है और I 3 करंट में नोड 3 में धकेला जा रहा है अब हमारे पास इसके लिए नोडल समीकरण सेटअप भी है जो V1 V2 V3 बराबर I1 0 I3 है अब हम क्या करेंगे कि हम सर्किट में विभिन्न बदलाव करेंगे और देखें कि यह नोडल विश्लेषण समीकरण सेटअप कैसा है प्रभावित जैसा कि मैंने पहले कहा था कृपया परिवर्तनों के प्रभाव का स्वयं आकलन करें और जो मैं करता हूं उसकी तुलना करें तो पहले मैं यह करूँगा कि मुझे यहाँ एक और रेसिस्टर जोड़ने दें Ra तो कृपया पता करें कि इस वजह से नोडल विश्लेषण सेटअप का क्या होता है इस मामले में यह बहुत स्पष्ट है रेसिस्टर Ra रेसिस्टर R11 के समानांतर है इसलिए चालन बस जोड़ देता है और अगर आपको याद है कि मैंने पहले क्या कहा था तो विकर्ण तत्वों में नोड 1 से जुड़ा कुल चालन होता है इसलिए बस Ga यहां दिखाई देगा तो यह समानांतर संयोजन आपको बताता है कि आपके पास पहले G11 था अब आपके पास G11 जमा Ga होना चाहिए और ठीक ऐसा ही होता है और यह भी विकर्ण तत्व के साथ जुड़ा हुआ कुल चालन का योग है एक विशेष नोड तो चलिए अब मैं इसे हटा देता हूं आइए अब एक और बदलाव पर विचार करें तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसे इस करंट स्रोत I3 से निकाल दूं और इसे विपरीत दिशा में जोड़ दूं जो मेरे पास पहले था इसलिए कृपया यह पता करें कि समीकरणों का क्या होने वाला है क्योंकि हमने स्वतंत्र स्रोत में परिवर्तन किए हैं तो यह समीकरण के केवल दाहिने हाथ को बदल देगा और फिर से उत्तर बहुत स्पष्ट है यह तत्व जो कुल धारा को नोड 3 में धकेला जा रहा था यह I3 था और अब यह माइनस I3 हो गया है जो कि सब कुछ है और यह किसी भी तरह से स्पष्ट है क्योंकि हम केवल दिशा करंट स्रोत को उलट देते हैं तो यह माइनस I3 हो जाता है तो अब हम एक और बदलाव पर विचार करें मुझे नोड्स 1 और 3 के बीच एक चालन जोड़ने दें तो यह क्या बदलता है कृपया इसे हल करें अब जब मेरे पास एक चालन है जाहिर है उन नोड्स पर कुल चालन जिसमें मैं चालन जोड़ता हूं बदल जाएगा इस मामले में नोड्स 1 और 3 वह जगह है जहां मैंने चालन जोड़ा है इसलिए इन नोड्स पर कुल चालन बदल जाएगा तो इन नोड्स से संबंधित विकर्ण तत्व बदल जाएंगे तो हमारे पास यहां नोड 1 है इससे पहले कि कुल चालन G11 प्लस G12 था अब इसमें G13 भी होगा और यह नोड 3 के लिए है इसलिए पहले हमारे पास G23 प्लस G33 था अब हमारे पास G13 भी होगा इसलिए G13 प्लस G23 प्लस G33 इसके अलावा एक और चीज जो बदलती है वह है आधा विकर्ण तत्व क्योंकि यह चालन दो नोड्स के बीच जुड़ा हुआ है जिनमें से कोई भी संदर्भ नोड नहीं है तो यहां यह तत्व जो पहले शून्य था क्योंकि नोड्स 1 और 3 के बीच कोई चालन नहीं जुड़ा था अब शून्य से G13 हो जाता है और इसी तरह यहां यह शून्य से G13 हो जाता है मैट्रिक्स समरूपता है क्योंकि हमारे पास अभी भी एक सर्किट है जिसमें केवल शामिल है चालन और करंट स्रोत मैट्रिक्स सममित है और यह नोडल विश्लेषण सेटअप के लिए होता है अब एक और बदलाव पर नजर डालते हैं तो मुझे इस दिशा में नोड्स 1 और 3 के बीच एक करंट स्रोत Ix जोड़ने दें इससे आप क्या बदलाव की उम्मीद करते हैं मैंने सर्किट से जुड़े स्वतंत्र स्रोतों में बदलाव किए हैं इसलिए यह सर्किट के दाहिने हाथ को बदल देगा अब यह तत्व क्या है स्रोत वेक्टर का पहला तत्व यह कुल स्वतंत्र करंट है जिसे नोड 1 में धकेला जा रहा है अब यह मूल रूप से I1 था अब यह I की ध्रुवीयता के कारण I1 घटा I x होगा Ix जो जुड़ा हुआ है तो I1 के बजाय मेरे पास I1 घटा Ix होगा अब नोड 2 को अछूता कर दिया गया है इसलिए यह अभी भी 0 और नोड 3 होगा यह I3 प्लस Ix बन जाएगा क्योंकि Ix यदि आप देखते हैं कि इसे नोड 1 से खींचा जा रहा है और नोड 3 में धकेला जा रहा है तो ये हैं नोडल विश्लेषण सेटअप में होने वाले परिवर्तन मैं एक अंतिम उदाहरण लेता हूं मैं क्या करूंगा कि मुझे इस तरह के एक मौजूदा स्रोत को जोड़ने दें Ix इसके बजाय नोड्स 1 और 2 के बीच तो फिर से Ix को नोड 1 से खींचा जा रहा है इसलिए यह I1 माइनस Ix बन जाता है और Ix को नोड 2 में धकेल दिया जाता है इसलिए यह प्लस Ix हो जाता है और I3 जैसा है वैसा ही रहेगा इसलिए जब भी आप उन स्रोतों को बदलते हैं जो करंट मामले में करंट स्रोत हैं तो स्रोत वेक्टर बदल जाता है तो इसके साथ उम्मीद है कि G मैट्रिक्स की संरचना और स्रोत वेक्टर वे स्पष्ट हैं फिर से निश्चित रूप से समाधान मैट्रिक्स उलटा शामिल है जिसे आप इसके लिए हल कर सकते हैं लेकिन इस नोडल विश्लेषण का विचार मध्यस्थ बड़े सर्किट के लिए समीकरण स्थापित करने का एक व्यवस्थित तरीका है इसलिए संरचना को समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आम तौर पर जब आप सर्किट विश्लेषण के साथ शुरू करते हैं तो आप सर्किट को देखते हैं और फिर नोड 2 के लिए महत्वपूर्ण लूप के रूप में कुछ की पहचान की जा सकती है या यह आपके लिए सुविधाजनक हो सकता है आप समीकरण लिखना शुरू करते हैं कुछ तदर्थ तरीका है और अंत में जब आपके पास पर्याप्त समीकरण होते हैं तो आप उन्हें एक साथ हल करते हैं लेकिन बड़े सर्किट के लिए यह काम नहीं करेगा हमारे पास एक निश्चित संख्या समीकरण हैं जिन्हें हमें स्थापित करना है और हमें इसे व्यवस्थित रूप से करना है तो यह नोडल विश्लेषण ऐसा करने का एक तरीका है